नमस्कार इस कोर्स के एक अन्य मॉड्यूल माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट में आपका स्वागत है अब हम सप्ताह आठ में हैं और पिछले कुछ हफ्तों में हम एम्पलीफायर डिज़ाइन के विभिन्न पहलुओं को कवर करते आ रहे हैं विशेष रूप से एक्टिव सर्किट डिज़ाइन जैसे गेन फ्रिकवेंसी रिस्पांस फिर नाइज मैचिंग और इस तरह की अन्य चीजें तो यहाँ हम एक और अवधारणा लेंगे जो अक्सर लीनियर सर्किट या एम्पलीफायरों और मिक्सर के साथ जुड़ा हुआ है जो कि लिनियेरिटी लिनियेरिटी का माप है तो इस मॉड्यूल में पहली बात है लिनियेरिटी लिनियेरिटी से आपका क्या तात्पर्य है तो यदि आप एक मेमोरीलेस सिस्टम पर विचार करते हैं

अब मेमोरीलेस सिस्टम में आउटपुट और इनपुट संबंध को इस तरह लिखा जा सकता है इसलिए यदि मैं x को इस प्रकार AinCos⍵t में के रूप में लाता हूं तो मुझे जो y मिलेगा वह कुछ इस तरह का होगा जहाँ y इस संबंध का अनुसरण करता है जो मैंने पहले दिया है तो Ain सिर्फ अगर मैं यहां जारी रखता हूं तो यह पूरी चीज़ Cos⍵t से गुणा की जाती है और फिर नीचे हमारे पास है तो आप देखते हैं कि मैं सिर्फ मूलभूत घटक पर विचार करता हूं फिर उस मूलभूत घटक में एंप्लीट्यूड में Alpha1Ain3Alpha3Ainक्यूबअपन4 होगा इसलिए मौलिक आवृत्ति पर आउटपुट में इस तरह दिया गया एंप्लीट्यूड होगा और फिर से विशेष एंप्लीट्यूड Ain के लिए मौलिक आवृत्ति पर बराबर होगा अब इस अल्फा 3 के साथ बात यह है कि यह आमतौर पर नेगेटिव है अगर यह आमतौर पर नेगेटिव है तो आप Ain में वृद्धि देखते हैं यह मान बन जाएगा यह घटक अधिक से अधिक नेगेटिव हो जाएगा और यह अल्फा1 से घट जाएगा और नतीजतन क्या होता है यह गेन है इसमें बढ़ते एंप्लीट्यूड के साथ इस तरह का अनुवर्ती वक्र होगा लाल कलम का उपयोग पर गेन होगा तो आप देखते हैं कि यह गेन इस तरह एक वक्र का अनुसरण करेगा और क्योंकि अल्फा 3 ऋणात्मक है इसलिए जैसे जैसे इनपुट एंप्लीट्यूड बढ़ता है इनपुट पावर के एक निश्चित मान के लिए गेन धीरे धीरे 1 dB से कम होना चाहिए जो 1 डीबी कंप्रेशन बिंदु के रूप में जाना जाता है तो यह इनपुट पावर का मान है जिसके लिए गेन का मान 1 dB से कम होगा जो इसे होना चाहिए था और वास्तव में उन अल्फा 1 और अल्फा 3 के संदर्भ में यह 1 डीबी कंप्रेशन बिंदु द्वारा दिया गया है इसलिए 1 dB में हमारे पास 20logGAin1dB होगा जो कि यह पावर है इस पावर स्तर पर हमें वह गेन होगा जो होना चाहिए था यह एक पूरी तरह से लीनियर सिस्टम थी तो यह गेन होगा इससे 1 dB कम तो यह एक प्रणाली की लिनियेरिटी को चिह्नित करने का एक तरीका है यह 1 dB कंप्रेशन बिंदु एक बहुत महत्वपूर्ण फिगर ऑफ मेरिट है और आप देखेंगे कि विभिन्न सर्किट 1 dB कंप्रेशन बिंदु की विशेषता हैं हालांकि इस 1 dB कंप्रेशन बिंदु की सीमा यह है कि यह केवल एक विशेष आवृत्ति पर फिगर ऑफ मेरिट है जब हम कई आवृत्तियों को कहते हैं तो हम इसके प्रभाव पर विचार नहीं कर रहे हैं दूसरे शब्दों में यदि हमारे पास कई आवृत्तियाँ मौजूद हैं तो क्या इससे गेन में कमी का प्रभाव पड़ेगा जैसे कि हम एक ही आवृत्ति पर थे हमें वह देखने दो तो मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रणाली है जहां हम 2 आवृत्तियों पासपास आवृत्तियों को ला रहे हैं तो यह हमारा एम्पलीफायर है और कहते हैं कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में हमारी 2 आवृत्तियां हैं और कहते हैं कि यह एक प्रकार का यह एक नॉनलाइनर सिस्टम है इनपुट आउटपुट संबंध कुछ नॉनलीनियर तरीके से है अब हम देखते हैं यदि हम अपने x को मान लेते हैं की हमारे पास इनपुट पर 2 टोन या 2 आवृत्तियां हैं तो हम अपने इनपुट x को इस तरह लिख सकते हैं तो अब यह y1 y अगर हम y के लिए उसी समीकरण का उपयोग करते हैं जो हमने पहले इस्तेमाल किया था जो y और x इस संबंध इस समीकरण से संबंधित हैं तो फिर अब दो टोन के साथ आउटपुट y दिया जाएगा ठीक है कुछ इस तरह होगा अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 2 अतिरिक्त आवृत्ति घटक हैं एक आवृत्ति 2 ओमेगा1 - ओमेगा2 और अन्य 2 ओमेगा2 ओमेगा1 पर है इसलिए आउटपुट में जो हमारे पास है हम ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पर अपने मूल टोन इस तरह दिए गए एंप्लीट्यूड के साथ जारी रखेंगे और ओमेगा1 ओमेगा 2 और ओमेगा2 ओमेगा1 में 2 अन्य घटक एंप्लीट्यूड के साथ ओमेगा एक इन मानो द्वारा दिया गया ठीक है क्षमा करें यह A1 वर्ग A2 होगा यह A2 होगा यह A1 है ठीक है यह कोई सुधार नहीं है इसलिए आउटपुट अब इस तरह दिखाई देगा इसलिए हम ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में अपनी मूल आवृत्तियों को जारी रखेंगे इसके अलावा हमारे पास ओमेगा1 ओमेगा 2 और 2 ओमेगा 2 ओमेगा1 आवृत्ति होगी तो यहां यही समस्या है अब क्या होता है कि इस सेटअप के साथ समस्या वास्तव में कुछ इस तरह है

मान लीजिए मूल रूप से हमारे पास 2 टोन थे और फिर यह माना जाता है कि ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में दो इंटरफेरर्स हैं और कहते हैं कि अगर यह हमारा वांछित चैनल है तो कहें कि यह आवृत्तियों का हमारा वांछित चैनल है जिसे हम एंपलीफाय करना चाहते हैं अब इस एम्पलीफायर से गुजरने के बाद हमें इस तरह के आउटपुट मिलेंगे लेकिन अब यह इंटरफेरर्स अब हमारे वांछित चैनलों पर कब्जा कर लेगा इसलिए यह हमारा वांछित चैनल है और फिर यही समस्या है आप जानते हैं कि यह वह समस्या है जो रिसीवर में देखी जाती है कि हमारे पास वांछित चैनल है लेकिन इंटरफेरर्स के कारण वांछित चैनल में अब अतिरिक्त घटक हैं और इस तरह यह वांछित चैनल को कोर करता है अन्य परिदृश्य क्या आप यह जान सकते हैं कि विशेष रूप से ट्रांसमीटर की तरफ ट्रांसमीटर पक्ष का कहना है कि हमारे पास ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में केंद्र आवृत्तियों के साथ 2 वांछित चैनल हैं जिन्हें हम प्रसारित करना चाहते हैं आउटपुट में क्या होता है वांछित चैनलों के अतिरिक्त इसलिए वांछित चैनल अब एंपलीफाय हो जाएंगे हमारे पास अब इंटरफेरर्स भी हैं ये इंटरफेरर्स हैं वास्तव में इस अंतर के प्रभाव से उत्पन्न यह विकृति बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रभाव को इंटरमॉड्यूलेशन के रूप में जाना जाता है हार्मोनिक मॉड्यूलेशन नहीं इंटरमोड्यूलेशन यह 2 अलग अलग आवृत्ति टोन के कारण हस्तक्षेप है इतना महत्वपूर्ण यह विकृति है कि वास्तव में सिर्फ 1 dB कंप्रेशन बिंदु जैसा है वास्तव में एक माप मात्रा है इस विकृति को चिह्नित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मात्रा और इसे इनऑर्डर इंटरमॉड्यूलेशन प्रोडक्ट या Ip3 कहा जाता है

आप जानते हैं कि हम Aout को हल कर सकते हैं जिसके लिए इनपुट का वह विशेष मान इसलिए Ip3 को इनपुट पावर के उस मान के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके लिए मूलभूत सिग्नल का मूलभूत एंप्लीट्यूड इंटरमॉड्यूलेशन प्रोडक्ट के एंप्लीट्यूड के बराबर है इसलिए हमारे पास अल्फा एक बराबर है ठीक है और यह बदले में जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरमॉड्यूलेशन प्रोडक्ट का एंप्लीट्यूड बराबर है इसलिए यहां से हमें यह AinIp3 मिलता है तो यह इंटरमोड्यूलेशन प्रोडक्ट का स्लोप है जो 3 से 1 है जबकि मूल का स्लोप 1 से 1 है और जिस बिंदु पर दोनों मिलते हैं उस विशेष पर इनपुट पावर को IP3 कहा जाता है यह AinIP3 है यह Ip है तो यह इंटरमोड्यूलेशन प्रोडक्ट की परिभाषा है इसलिए यहां आपके पास Aout में dB है यह एक्स एक्सिस के साथ Ain है और यह स्लोप है जो तीसरे क्रम के मॉड्यूलेशन प्रोडक्ट का अनुसरण करता है और यह स्लोप है जो मौलिक टोन का पालन करता है अब सीधी रेखा से यह विचलन कंप्रेशन फिर से कंप्रेशन के कारण होता है हालांकि यदि आप गेन कंप्रेशन को अनदेखा करते हैं तो इस बिंदु पर एक निश्चित बिंदु पर मुलाकात हुई होगी और वह बिंदु IP3 मान है वास्तव में Ip3 और आउटपुट इंटरसेप्ट पॉइंट और आउटपुट 1 dB कम्प्रेशन पॉइंट के बीच एक संबंध है और यह इनपुट थर्ड ऑर्डर इंटरसेप्ट पॉइंट और इनपुट 1 dB कम्प्रेशन पॉइंट के लगभग बराबर है और जो कि 3 अपन 4 पॉइंट अपन पॉइंट 145 के बराबर है और यह लगभग 10 dB के बराबर है ठीक है तो आपके पास ऐसा क्या है कि अगर यह मेरा Ip3 बिंदु है और कहें कि यह मेरा 1 dB कंप्रेशन बिंदु है तो आउटपुट अक्ष पर दोनों के बीच 10 dB का अंतर होगा यदि आप कैस्केड के आउटपुट का पता लगाना चाहते हैं तो मान लें कि हमारे पास कैस्केड चरणों की संख्या है इसलिए हमारे पास इस तरह के चरण हैं तो ये नॉनलीनियर बहुपद के नॉनलीनियर गुणांक हैं तो आपके पास यह y2 इज इक्वल टू बीटा 1 टाइम्स y1 बीटा 3 टाइम्स y1 क्यूब है यह y1 और अगर मैं आगे y1 और x के बीच संबंध लिखता हूं तो संबंध इस तरह से सामने आता है और फिर आपको कुल इनपुट Ip 3 पता है अगर मान लीजिए कि A कुल IP3 है और यह 3 बाई 4 अल्फा3बीटा1 अल्फा1क्यूब बीटा3 अपऑन अल्फा1 बीटा1 से कम और बराबर होगा और इस संबंध को सरलता से लिखा जा सकता है तो मेरे पास 3 अपऑन 4 अल्फा3बीटा1 अल्फा1क्यूब बीटा3 अपऑन अल्फा बीटा1 है यह इस तरह पहले चरण के इनपुट इंटरसेप्ट बिंदु पर 1 के बराबर है इसलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि कुल इनपुट इंटरसेप्ट पॉइंट 1 ओवर इनपुट इंटरसेप्ट पॉइंट के बराबर है दूसरे चरण के IP3 पर पहले चरण के गेन से गुणा किया गया पहला चरण है इसलिए यहां से हम देखते हैं कि इनपुट कि Ip3 कैस्केड चरणों की श्रृंखला में अंत चरण की लिनियेरिटी सबसे अधिक मायने रखती है इसलिए यह नाइज फिगर के प्रभाव के विपरीत है नाइज के मामले में हम देखा कि श्रृंखला में 1 चरण का नाइज फिगर सबसे अधिक मायने रखता है Ip3 के मामले में अंतिम चरण की लिनियेरिटी सबसे अधिक मायने रखती है अब तक हम एक सर्किट की लिनियेरिटी को चिह्नित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ मापदंडों का विश्लेषण कर रहे हैं लेकिन आइए अब हम कुछ तरीकों को देखें जिसमें हम लिनियेरिटी में सुधार कर सकते हैं तो एक तरीका है जो आप जानते हैं कि अगर हम मॉनिटर पर स्लाइड्स में जाते हैं तो एक तरीका है जिसे पावर कंबाइनिंग कहा जाता है अब पावर कंबाइनिंग ऐसा लगता है जैसे आप देखते हैं कि इनपुट पावर में वृद्धि के साथ लिनियेरिटी कम हो जाएगी इसलिए यदि हम अलग कर सके यदि हम अलग अलग एम्पलीफायर जो व्यक्तिगत रूप से सिग्नल को एंपलीफाय करें और फिर आउटपुट पर हम विभिन्न पावर को जोड़ते हैं और यह सर्किट की लिनियेरिटी में सुधार को बढ़ाएगा तो यह एक तरीका है जहां आपके पास इनपुट मिलान नेटवर्क है और फिर तीन अलग अलग ट्रांजिस्टर हैं जिनमें से प्रत्येक अपने एमप्लीफिकेशन करता है हैं और फिर अंत में ट्रांजिस्टर के आउटपुट पर पावर को आउटपुट मिलान नेटवर्क के माध्यम से संयोजित किया जाता है लेकिन इस विशेष सर्किट के साथ समस्या यह है कि यदि कोई भी ट्रांजिस्टर विफल हो जाता है तो पूरी प्रणाली विफल हो जाती है और इन प्रतिरोधों को भी आउटपुट प्रतिरोधों को ठीक से ट्यून करना पड़ता है ताकि आपको पता चले कि प्रत्येक सर्किट के बीच उचित संतुलन है इसलिए इस पावर कॉम्बिनेशन को प्राप्त करने का एक और तरीका है पावर डिवाइडर का उपयोग करना या पावर डिवाइडर का उपयोग करके हम बार बार पावर को विभाजित करते हैं और फिर जोड़ते हैं फिर प्रत्येक सिगनल्स को एंपलीफाय करते हैं और फिर गठबंधन का उपयोग करके इसे जोड़ते हैं संयोजन के दौरान क्या होता है इसका एक अन्य तरीका यह है कि ट्रांजिस्टर या ट्रांजिस्टर के Ip3 की समग्र लिनियेरिटी में सुधार नहीं होता है लेकिन सिर्फ यह वक्र को स्थानांतरित कर देता है इसलिए यदि प्रारंभ में यह ब्लू वक्र ट्रांजिस्टर इनपुट आउटपुट विशेषताओं का प्रतिनिधित्व कर रहा था तो अब इस पावर जोड़ने के कारण संपूर्ण विशेषता दाये स्थानांतरित हो जाती है और हमें प्राप्त होता है इनपुट पावर पर सैचुरेशन या गेन में कमी होने लगती है और स्थानांतरित उच्चतर मान पर होने लगती है और यही कारण है कि हम गेन का उच्च मान प्राप्त कर रहे हैं फिर इस लिनियेरिटी को प्राप्त करने का एक और तरीका है जिसे फीड फॉरवर्ड लिनियराइजेशन के रूप में जाना जाता है इसलिए जब आप जानते हैं कि इस एम्पलीफायर के आउटपुट को सही ढंग से एंपलीफायड इनपुट सिग्नल कुछ त्रुटि के संयोजन के रूप में सोचा जा सकता है तब अगर हमारे पास अब एक ऐसी प्रणाली है जहाँ हम इस त्रुटि का उपयोग कर सकते हैं जहाँ हम इस त्रुटि को दूर कर सकते हैं तो यह करने के लिए कि हम क्या करते हैं यह आउटपुट सिग्नल अब डीले का उपयोग करते हुए अपने स्वयं के संस्करण से घटाया जाता है ताकि इस डीले के एम्पलीफायर लिए ध्यान दिया जा सके फिर यदि आप सही ढंग से जानते हैं कि लीनियरली एंपलीफायड भाग को घटाते हैं तो हमारे पास शेष त्रुटि भाग होंगे और आपको पता है इस गर्मी में संयोजन करते समय अगर हम इसे एक एटेन्यूएटर के माध्यम से पास करते हैं जिसमें इस एम्पलीफायर के एमप्लीफिकेशन के बराबर क्षीणन है तो हम अंततः यहां त्रुटि सिग्नल एमप्लीफिकेशन फैक्टर A द्वारा विभाजित पाते है अब यदि आप फिर से इसे एक समान एम्पलीफायर के माध्यम से पास करते हैं तो इसे बहुत कम नाइज या जो बहुत कम ननलिनियेरिटी होता है क्योंकि इनपुट सिग्नल बहुत कम स्तर पर है इसलिए यह अपने नॉनलीनियर क्षेत्र से बहुत दूर है इसलिए हम आउटपुट पर जो प्राप्त करते हैं वह पूर्ण है वह त्रुटि कारक है और अब यदि हम उचित देरी के बाद फिर से इसे इस सिग्नल से घटाते हैं तो हम इनपुट के सही ढंग से एंपलीफायड संस्करण को वापस प्राप्त कर सकते हैं जिसमें कोई भी ननलिनियेरिटी मौजूद नहीं होता है आदर्श रूप से कोई भी ननलिनियेरिटी मौजूद नहीं होना चाहिए लेकिन व्यवहार में कुछ ननलिनियेरिटी हमेशा मौजूद होते हैं इसके साथ समस्या यह है कि उपकरणों की सही ट्यूनिंग है हमें दो समान चरणों की आवश्यकता है और फिर इन विलंबों को ट्यून करना होगा इस एम्पलीफायर को ट्यून करना होगा और साथ ही हमें ग्रीष्मकाल में जो इसे सही तरीके से काम करने की जरूरत है इसके अलावा चूंकि हमें इस एक के लिए एम्पलीफायरों की आवश्यकता है यह भी अक्षम है यह लिनियेरिटी में सुधार करता है लेकिन यह दक्षता को कम करता है तो इसके साथ हम इस मॉड्यूल के अंत में आते हैं इस मॉड्यूल में हमने एक सर्किट की लिनियेरिटी को चिह्नित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न मापदंडों पर चर्चा की है और कुछ तकनीकों का उपयोग लिनियेरिटी में सुधार के लिए किया है धन्यवाद